अब हम अगले सेगमेंट में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं अब तक हमने बॉडी पार्ट्स किनशिप टर्म्स पर्सनल प्रोनाउंस और उनसे संबंधित जनरलाइजेशंस पर चर्चा की है और हमने कंपलेक्सिटी और सिंपलिसिटी पर भी चर्चा की जिसमें तीनों चीजों के लिए सिमेंटिक और मोरफ़ोलॉजिकल डोमेंस शामिल है अब हम कुछ क्वांटिटेटिव्स की चर्चा करेंगे किसी विशेष भाषा में कितने शब्द होते हैं या किसी शब्द के लिए कितने मॉर्फीम्स की आवश्यकता होती है ताकि उसे वर्ड घोषित किया जाए तो अब हम ग्रामेटिकल नंबर को फिगर आउट करते हैं नंबर डिस्टिंक्शन जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह के डिस्टिंक्शन क्या सही में एंटिटीज के बारे में किसी तरह की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं या जब हम सिंगुलर वर्सेस प्लुरल कहते हैं तो जाहिर है हम क्वांटिटेटिव एंटिटीज पर फोकस कर रहे हैं तो शब्दों के प्रकार तथा प्लूरल सिंगुलर डिस्टिंक्शन के प्रकार के आधार पर हम किस प्रकार के टाइपोलॉजिकल जनरलाइजेशन ड्रा कर सकते हैं आपको एक चीज याद रखनी होगी कि लगभग सभी भाषाओं में सटीक क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन के लिए स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिन्हें न्यूमरल्स कहते हैं न्यूमरल क्या होते हैं प्रिसाइस क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन जैसे कि 1 2 33 34 आदि तो यह है प्रिसाइस क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन और इन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं 500 10000 आदि यह सब न्यूमरल्स के उदाहरण है अब हम एक नजर डालेंगे कि कैसे यह शब्द आपस में मिलते हैं और कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं मैं आपको इंग्लिश के उदाहरण दूंगी और हम उन्हें दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स के साथ रिलेट करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे अभी मैं कुछ लिखूंगी यह इंग्लिश डाटा है जिस पर हम चर्चा करेंगे जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं one two three four five इस लिस्ट पर ध्यान दीजिए तो हमें one से eleven मिलता है two से twelve मिलता है three से thirteen मिलता है four से fourteen और five से fifteen मिलता है फिर eleven के साथ one होने से twenty one मिलता है और twenty one के साथ किसी चीज का रिलेशन होने पर hundred and six भी मिलता है अब हम यहां दिए गए उदाहरणों को देखते हैं यह लिस्ट क्या बताती है यह लिस्ट बताती है कि नंबर को कितने तरीकों से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है दो तरीकों से तो नंबर कंस्ट्रक्शन के दो तरीके हैं इस लिस्ट को देखिए one two three four five eleven twelve thirteen fourteen fifteen फिर तीसरी लिस्ट है twenty one hundred and six के तरह के शब्द तो यह दो तरीके क्या हैं जिनसे नंबर्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं पहला है किसी भी नंबर का एटमिक या मोनोमोरफेमिक नाम हो सकता है पहला है atomic जिसमें दिए गए नंबर में आगे और कोई डिवीजन विभाजन नहीं हो सकते हैं आप उसे एटमिक कहते हैं या मोनोमोर्फेमिक भी कह सकते हैं यह एक तरीका है तो किस कॉलम का डाटा आपको इस तरह का लगता है फर्स्ट कॉलम one two three four five आप इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ये एटमिक या मोनोमोर्फेमिक हैं दूसरा तरीका क्या है दूसरा है पॉलीमर्फेमिक और यह नंबर दूसरे न्यूमरल से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो किसी नंबर सिस्टम के लैक्सिकन के काम करने के ये दो तरीके हैं एटमिक हैं फर्स्ट कॉलम दूसरे न्यूमरल पर डिपेंड करता है और पॉलीमर्फेमिक में सेकंड और थर्ड कॉलम होता है तो thirteen fourteen nineteen को स्पष्ट रूप से मॉर्फीम्स में तोड़ा नहीं जा सकता है लेकिन उनसे समझ में आता हैं कि उनके कंपोनेंट्स three four nine हैं जब हम कहते हैं two और twelve twelve दरअसल दो सेपरेट मोर्फिम्स से नहीं बना है लेकिन twelve से हमें आइडिया मिलता है कि इसका two शब्द के साथ कुछ कनेक्शन है इसी तरह जब हम कहते हैं thirteen इसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और हम इसे पॉलीमार्फेमिक नहीं कह सकते हैं यह मोनोमॉर्फेमिक है लेकिन इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जो हमें आइडिया देते हैं कि इसका three के साथ कुछ कनेक्शन है इसीलिए three thirteen two twelve one eleven का कनेक्शन है लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि जब आप तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं और उदाहरण हैं thirty two a Hundred and six ये साफ तौर पर पॉलीमर्फेमिक है तो तीन अलग अलग टाइप्स है पहला है पूर्ण रूप से मोनोमार्फेमिक जैसे कि one two दूसरा है पूर्ण रूप से पॉलीमोर्फेमिक जैसे कि one hundred and six तीसरी कैटेगरी है जो बीच की है यह ना पूर्ण रूप से पॉलीमोर्फेमिक होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से मोनोमार्फेमिक होते हैं परंतु इनसे हमें उन दूसरे शब्दों का आईडिया मिलता है जो किसी न्यूमरल्स को दर्शाते हैं जैसे की fourteen का कनेक्शन four से हो सकता है fifteen का कनेक्शन five से हो सकता है तो इस तरह नंबर सिस्टम को लैक्सिकली कैटिगराइज किया जा सकता है जब मैं लैक्सिकल टाइपोलॉजी कहती हूं तो हमें यह पता लगाना होगा कि हमारे पास अलग अलग लैक्सिकल टाइप्स क्या क्या उपलब्ध है जहां तक नंबर सिस्टम का संबंध है हमारे पास यह तीन अलग अलग प्रकार है पहला पूर्ण रूप से पॉलीमर्फेमिक है फिर दूसरा पूर्ण रूप से मोनोमोर्फेमिक है और बीच का मोनोमोर्फेमिक है जो हमें आइडिया प्रदान करता है कि यह शब्द किस दूसरे शब्द से डिराइइव हुआ है अगर यह एबस्ट्रैक्ट डेरिवेशन से हुआ है तो तोयह एक तरीका है मोनोमोर्फेमिक वर्सेस पॉलीमाॅर्फेमिक न्यूमरल्स को आईडेंटिफाई करने का इन्हीं इंफॉर्मेशन्स के साथ आइए देखते हैं कि पॉलीमाॅर्फेमिक न्यूमरल्स क्या है और इनके कंपोनेंट्स क्या है मैं यहां पॉलीमाॅर्फेमिक कंपोनेंट्स के न्यूमरल्स लिखूंगी देखते हैं यह किस तरह आगे बढ़ता है तो पॉलीमाॅर्फेमिक न्यूमरल्स में four प्लस one है तो यह बन जाएगा forty one मैं अब कुछ फ्रेंच डाटा लिखूंगी इसे शायद मैं बराबर से पढ़ ना पाऊं और इसके उच्चारण थोड़े अजीब हो सकते हैं लेकिन हम इन्हें डाटा के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं तो फ्रेंच में हमारे पास four है तो उसकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए यह है 4 और यह है 10 और यह है 20 इसी तरह हम कुछ इंग्लिश डाटा भी लेते हैं इंग्लिश डाटा में अगर हम कहते हैं forty one तो मुख्य तौर पर यह four प्लस one होगा 44 में दो बार four होगा अब बात करते हैं Meiteilon मैतियलोन लैंग्वेज की और अब meitei डाटा लेते हैं तो 2 होता है uni और 20 होता है kun इसी तरह दूसरी लैंग्वेज है Oksapmin मैंने आपको कोर्स के शुरू होते ही बता दिया था कि हम इस कोर्स में दुनिया की कई लैंग्वेजेज़ के बारे में बातें करेंगे और इस भाषा का एक शब्द है tipun जिसका अर्थ है thumb अंगूठा यह काफी दिलचस्प लैंग्वेज है इसमें 12 मींस nat जिसका अर्थ है ear अब इस डाटा को एनालाइज करते हैं तो हमारा प्रश्न है कि क्या नंबर्स के लिए शब्द होते हैं तो हम नंबर्स के लिए कैसे शब्द प्राप्त कर सकते हैं इंग्लिश में मुख्य तौर पर forty one को four प्लस one कहते हैं और four प्लस one कहने की बजाय हम बस forty one कहते हैं जो कि एक पॉलीमोर्फेमिक वर्ड है दो बार 4 forty four होता है तो इसे 2 times 4 कहने की बजाय हम forty four कहते हैं यह एक तरीका है इंग्लिश में नंबर्स लिखने का फ्रेंच में पूर्ण रूप से मोनोमार्फेमिक वर्ड्स होते हैं four ten twenty वे किसी दूसरे शब्द पर डिपेंड नहीं करते हैं और इसी तरह वह मोनोमार्फेमिक होते हैं Meiteilon लैंग्वेज में 2 है uni 20 है kun मुझे यहां कोई भी रिलेशन नजर नहीं आता है हालांकि एक इंटरेस्टिंग भाषा है Oksapmin देखिए उनके पास बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत सारे संबंधित नंबर है जैसे कि नंबर 1या न्यूमरल 1 का अर्थ है thumb जिससे tipun कहते हैं और नंबर 12 या न्यूमरल 12 को ear कहते हैं तो इस तरह प्रत्येक बॉडी पार्ट के लिए एक निश्चित नंबर है मैं कोशिश करती हूं कि मेरे पास कोई पिक्चर हो इससे संबंधित नहीं मेरे पास नहीं है अगर आप Moravcsik की book को देखते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है जिसमें Oksapmin के स्पीकर वक्ता के लिए हर बॉडी पार्ट्स का एक नंबर है Oksapmin स्पीकर के लिए नंबर काउंटिंग गिनती thumb अंगूठे से शुरू होती है तो thumb यह है 1यह है 2 यह है 3 यह है 4 यह है 5 यह है 6 यह है 7यह है 8यह है 9और यह है 10 तो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक प्रत्येक भाग के लिए एक नंबर निर्धारित है तो इसका अर्थ है कि अगर हम 1 कहते हैं तो उसके सेमांटिक्स अथवा नंबर 1 न्यूमरल 1 का मीनिंग होगा thumb तो 1 का अर्थ tipun या thumb और 12 का अर्थ है nat याने ear तो ऐसे अलग अलग तरीके और अलग अलग शैलियां है नंबर सिस्टम्स प्राप्त करने की जब हम कहते हैं कि विभिन्न देशों की भाषाओं के नंबर सिस्टम्स के संबंध में शब्द निर्माण के नियम वर्ड फॉरमेशन रूल्स क्या है इसलिए प्रत्येक भाषा के अलग अलग तरीके हैं तो टाइपोलॉजिकली विभिन्न भाषाएं नंबर सिस्टम के बारे में बात करने के लिए विभिन्न तरीकों का पालन करती हैं और फिर विभिन्न नंबर सिस्टम्स में ऑपरेशन कैसे होते हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन इनके भी अलग अलग तरीके होते हैं विभिन्न भाषाएं विभिन्न शैलियों का पालन करती है मुझे नहीं लगता कि इन बातों को विस्तार से जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग रुचि रखते हैं वे हमेशा पुस्तक को रिफर कर सकते हैं अब हम फिर से नंबर्स पर वापस लौटते हैं क्योंकि हम यहां अंकों के बारे में बात कर रहे हैं हम पता लगाएंगे कि किस तरह के जनरलाइजेशंस ड्रॉ किए जा सकते हैं या किन प्रकारों के जनरलाइजेशंस का पता लगाया जा सकता हैं या हम कैसे जनरलाइजेशंस डिजाइन कर सकते हैं और उन पर चर्चा कर सकते हैं हम अंकों के स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे क्योंकि मैंने आपको विभिन्न भाषाओं के नंबर्स के बारे में बताया उनके नंबर सिस्टम के बारे में बताया किस तरह उनका स्ट्रक्चर होता है यह भी चर्चा हमने की अब जनरलाइजेशन 18 की बात करते हैं जो कहता है की अधिकतर भाषाएं अर्थात लगभग सभी भाषाओं में नंबर्स का एक व्यापक समूह नहीं हो सकता है सभी भाषाओं में अंको का व्यापक समूह नहीं है जैसे कि Guyana एक लैंग्वेज है जो साउथ अमेरिका के Arawakan लैंग्वेज है इस भाषा में कोई भी एक्सटेंसिव सिस्टम व्यापक प्रणाली नहीं है इस भाषा में बहुत ही कम अंक है न्यूमरल्स है प्रत्येक लैंग्वेज में न्यूमरल सिस्टम अलग होता है इस भाषा में बहुत कम अंकों का मतलब है कि उनके पास केवल पांच नंबर्स 1 से 5 ही है ऐसी ही एक और भाषा है Piraha यह भी एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है यह ब्राजील में बोली जाती है इसमें भी कोई भी न्यूमरल्स नहीं है और कोई भी नंबर सिस्टम भी नहीं है जबकि इंग्लिश जैसी भाषाएं भी हमारे पास है जिसका नंबर सिस्टम काफी व्यापक है लेकिन आप Pirahaऔर Guyana जैसे भाषाओं को याद रखें यह वह भाषाएं हैं जो साउथ अमेरिका के Arawakan लैंग्वेज में है जिसमें बहुत ही कम न्यूमरल्स है अथवा Piraha में तो कोई भी numbers नहीं है जहां तक नंबर सिस्टम का संबंध है कई भाषाओं में विविधताओं का एक व्यापक सेट है इसलिए हमें सभी भाषाओं को एक ही कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए भाषाओं को ध्यान में रखते हुए कि उनमें दोनों सिंगल मार्फेमिक और मल्टी मार्फेमिक न्यूमरल्स होते हैं हमें यह जनरलाइज करने की आवश्यकता है कि नंबर्स के अस्तित्व के संबंध में हम किस प्रकार के स्टेटमेंट्स बना सकते हैं आप को सबसे अधिक याद रखने की आवश्यकता है की सभी लैंग्वेज में न्यूमरल्स का एक्सटेंसिव सेट व्यापक सेट नहीं बना सकते हैं यही है जनरलाइजेशन 18 अब जनरलाइजेशन 19 की बात करते हैं जनरलाइजेशन 19 से 22 तक मेरा मानना है कि यह सभी चार न्यूमरल्स के स्ट्रक्चर पर आधारित है 18वीं पिछले वाले न्यूमरल्स के एक्जिस्टेंस अस्तित्व पर आधारित है जिसका अर्थ है कि सभी भाषाओं में नंबर्स का एक व्यापक सेट नहीं होता है लेकिन अगर आप अगले जनरलाइजेशन पर बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि नंबर्स का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है सभी भाषाओं में अंको का अस्तित्व सामान नहीं है अब हम न्यूमेरल्स के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे और इसके साथ जुड़े जनरलाइजेशंस क्या है उनकी चर्चा करेंगे तो जनरलाइजेशन 19th कहता है कि सभी लैंग्वेतेज़ में मोनोमोर्फेमिक न्यूमरल्स होते हैं तो 1 2 3 4 यह सभी मोनोमोर्फेमिक है यहां चिंता का विषय यह है कि आपको कभी कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी जिसमें कोई मोनोमोर्फेमिक न्यूमरल्स ना हो बल्कि सभी लैंग्वेजेज़ में कुछ न कुछ ऐसा होगा जहां तक मोर्फेमिक या मोनोमोर्फेमिक न्यूमरल्स का संबंध होता है तो यही है स्ट्रक्चर याद रखें जनरलाइजेशन 19th में सभी भाषाओं में मोनोमोर्फेमिक न्यूमरल्स होते हैं नंबर सिस्टम में दो सबसे common bases 10 और 20 है यही है जनरलाइजेशन 20 सबसे आम 30 40 50 जो बाद में आएंगे लेकिन सभी लैंग्वेजेस या अधिकांश लैंग्वेजेस में कम से कम दो common bases या two bases होते हैं 10 और 20 और यही है जनरलाइजेशन 20 आगे बढ़ते हैं जनरलाइजेशन 21के बारे में यह न्यूमरल सिस्टम के चार फंडामेंटल ऑपरेशन्स के बारे में बताता है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स अर्थात मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है डिविजन तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन है तो कौन किसका इन्वर्स है एडिशन का इनवर्स है सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है डिवीजन तो देखते हैं यह जनरलाइजेशन क्या सिखाता है आगे बढ़ते हैं जनरलाइजेशन 21के बारे में यह न्यूमरल सिस्टम के चार फंडामेंटल ऑपरेशन्स के बारे में बताता है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स अर्थात मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है डिविजन तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन है तो कौन किसका इन्वर्स है एडिशन का इनवर्स है सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है डिवीजन तो देखते हैं यह जनरलाइजेशन क्या सिखाता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंसएडिशन और उसका इन्वर्स सबट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन और इसका इन्वर्स डिवीजन हैतो दोनों इन्वर्स के अस्तित्व का अर्थ है कि दोनों डायरेक्ट ऑपरेशंस होंगे और मल्टीप्लिकेशन के अस्तित्व का अर्थ है एडिशन का अस्तित्व में होना इसलिए यह मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है जैसा हमने स्कूल में पढ़ा था तो यह जनरलाइजेशन कहता है कि अगर किसी भाषा में एक इन्वर्स उल्टा ऑपरेशन हो रहा है तो इसका अर्थ है कि एक डायरेक्ट ऑपरेशन भी होगा इसका मतलब है कि अगर सबट्रैक्शन हो रहा है तो एडिशन भी होगा और अगर डिवीजन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन भी होगा अगर इन्वर्स ऑपरेशन है तो डायरेक्ट ऑपरेशंस भी होंगे लेकिन इसके विपरीत नहीं हो सकता है कुछ लैंग्वेजेज़ में ऐसा संभव है कि अगर एडिशन हुआ है तो सबट्रैक्शन नहीं होगा और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिविजन नहीं होगा हम इस बारे में कुछ निश्चित नहीं कह सकते हैं लेकिन जो हम जानते हैं वह है कि अगर सबट्रैक्शन है तो एडिशन भी है और डिविजन है तो मल्टीप्लिकेशन भी है और दूसरी बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन के अस्तित्व का होना एडिशन के अस्तित्व को दर्शाता है इसका अर्थ है कि अगर किसी लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है तो उसमें एडिशन का अस्तित्व होना चाहिए बिना एडिशन के मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है कुछ ऐसे ऑपरेशन्स हो सकते हैं जिनमें एडिशन उपयुक्त तो हुआ है परंतु मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग नहीं हुआ है परंतु अगर मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन नहीं है तो ऐसा संभव नहीं हो सकता तो यही है जनरलाइजेशन 21 का कहना आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसे समझ पाएंगे यह सभी जनरलाइजेशंस ग्रीनबर्ग 1978 से लिए गए हैं अब जनरलाइजेशन 22 क्या कहता है यह कहता है कि अगर न्यूमरल्स को एडिशन से बनाया गया है तो बड़े नंबर्स की यह प्रवृत्ति होती है कि वे लार्जर एंडंड स्मॉलर के पहले आता है बड़ा नंबर छोटे नंबर के पहले आता है जैसे कि हम कुछ नंबर्स को एडिशन से लेते हैं मैं हिंदी उदाहरण देती हुं कुछ ऐसा है जिसका नाम FL है और FL का अर्थ हिंदी में 26 है और FL का अर्थ है 6 और FL का अर्थ है 20 तो अगर कोई लैंग्वेज है जहां इन विशेष संख्याओं को जोड़कर एडिशन के द्वारा फॉर्म किया गया है तो इनकी प्रवृत्ति क्या है इनकी प्रवृत्ति यह है कि बड़ा नंबर छोटे के पहले आता है तो यहां FL या 26 है और फिर 20 और 6 हैं 26 के बाद 20 है और फिर 6 है अधिकतर मामलों में larger addend याने बड़ा नंबर छोटे के पहले आता है यही सटीक उदाहरण है तो नंबर सिस्टम्स के संबंध में कुछ जनरलाइजेशंस कि हमने चर्चा की